हम रंग अंतर्वेशन पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं पिछले व्याख्यान में मैंने अंतर्वेशन की तीन विशेष तकनीकों पर चर्चा की है एक तो द्विरैखिक तकनीक है फिर लाल और नीले रंग के ह्यू का औसत लेने वाली और फिर सह संबंधित कोर के लाप्लासियन सुधार की तकनीक जिनके प्रथम दो के लिए परिवर्णी शब्द हैं ARBH LCEC और द्विरैखिक के लिए BI है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि एल्गोरिथ्म यहाँ पर कैसे लगाए जा सकते हैं डीमोज़ेक पैटर्न के कुछ उदाहरण दिखाए हैं हमने यह किया है कि बेयर्स पैटर्न Bayer's pattern का उपयोग करके मूल रंग छवि से CFA छवि निकाली है जैसा कि मैंने वर्णित किया था यहाँ मूल छवि से रंग फिल्टर सरणी अनुकृत है ब हम तुलना कर सकते हैं और फिर आप अंतर्वेशन करें मान लो आपने द्विरैखिक अंतर्वेशन किया है तब आप इस विशेष परिणाम को देखें और यह लाल नीला और ह्यू का औसत होगा और यह लाप्लासियन सुधार सह्सम्बन्धी कोरों वाली तकनीक LCEC है हालांकि वे लगभग समान दिखते हैं पर आप गहरे परीक्षण में देख सकते हैं कि कुछ मामलों में कुछ रंगीन कलाकृतियां व धुंधलापन है और एक उपाय है जिसके द्वारा इस तकनीक की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सकता है मान लीजिए यह पुनर्निर्मित छवि है और यह आपकी मूल छवि है आपके पास एक पिक्सेल मूल्य है जिसे किसी स्थान से लिया गया है और मूल के उसी स्थान पर से भी मान लो यह एक स्थान है मुझे इस स्थान को xy के रूप में लिखने दें इस छवि में समान स्थान xy हैमान लो इस छवि में तीन घटक हैं और यह पुनःनिर्मित छवि है हमारे पास IR ˆ IG ˆ IBˆ है ये तीन रंग घटक हैं और यह इस घटक की मूल रंगीन छवि है हम इस रंग चैनल के बीच संबंधित त्रुटि का पता लगाते हैं लाल के लिए हम यह करते हैं IR x y − Iˆ x y अगर मैं उस त्रुटि का वर्ग करता हूँ तो मुझे लाल घटक की त्रुटि मिलेगी और समग्र लाल घटकों की त्रुटि वह होगी जिसे मैं सभी x और y मूल्यों का योग करते हुए निकालता हूँ यह लाल रंग के लिए है यह लाल की एक त्रुटि है और आप सभी चैनलों के लिए इस त्रुटि का परिकलन करते हैं और नीले तथा हरे के लिए भी अगर 3चैनल हैं और अगर N चैनल हैं तब उनका औसत लेंगे मैं इस समीकरण को गणितीय रूप से यह मान कर लिखूंगा कि वहाँ तीन चैनल हैं मुझे उन चैनल को C लिखने दीजिए और C लाल या हरा या नीला हो सकता है और यदि N पिक्सेल हैं तो मैं इस त्रुटि का औसत लूँगा इसका मतलब है कि हर नमूने हर दृष्टांत को अनुमानित मूल्यों के साथ सच्चे मूल्यों के विचलन के वर्ग के लिए माना जाता है और उतनी अवस्थाओं की संख्या को गिनना होगा जो इस मामले में 3N है N प्रत्येक चैनल के लिए छवि का आमाप है यह त्रुटि है और जब हम पीक सिग्नल और नॉइज़ के अनुपात को परिभाषित करते हैं तब हम सिग्नल और नॉइज़ के अनुपात को 2 E के रूप में प्रदर्शित करते हैं यह पीक सिग्नल और नॉइज़ का अनुपात है अनुपात की परिभाषा में आप देख सकते हैं कि सिग्नल की शक्ति को स्थिरांक के रूप में लिया गया है यह व्यक्त करने का बहुत सुविधाजनक तरीका है यह काफी बढ़ा हुआ माप है फिर भी यह छवि संसाधन में बहुत लोकप्रिय है और फिर आप इसे dB में व्यक्त करते हैं जो 10 log2552 E है मुझे वर्गमूल औसत का वर्ग लेना होगा कभी कभी इसे 20 लॉग 255 E12 dB के रूप में लिखा जाता है जो उचित है यह PSNR मूल्य है और आप इस PSNR मूल्य का परिकलन कर सकते हैं यह मेरे स्लाइड में नहीं दिखाया गया है लेकिन हम उसे वास्तव में निकाल सकते हैं LCEC आपको उच्चतम PSNR देगा और जो दर्शाता है कि यह LCEC तकनीक PSNR के संदर्भ में अन्य तकनीकों से बेहतर है यह पुनर्निर्माण का एक और उदाहरण है एक बार फिर से वही प्रयोग किया गया है हमने एक और उदाहरण दिखाया है अनुपलब्ध वर्णक्रमीय नमूनों के आकलन के लिए अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से एक विशेष अभ्यास पर चर्चा करें आइये हम यह अभ्यास करते हैं यह कहता है कि आप निम्न रंग फ़िल्टर सरणी पर विचार करें जिसकी पहली पंक्ति लाल पंक्ति से मेल खाती है और उस पंक्ति का पहला स्तंभ बेयर पैटर्न के हरे पिक्सेल से मेल खाता है जिसका अर्थ है सरणी स्थान का सबसे बाँया और ऊपरी स्थान इस विशेष प्रदर्शन में वह तत्व किसी भी स्थान को द्योतित करने के हमारे परिपाटी में लाल पंक्ति और हरे स्तंभ से मेल खाता है और फिर आपको निम्नलिखित उत्तर देने के लिए कहा गया है कि केंद्रीय पिक्सेल के अनुपलब्ध घटक क्या हैं जिसे बोल्ड फ़ॉन्ट द्वारा दिखाया गया है और जिसका मूल्य यहां 45 है और उसके बाद आप को द्विरेखीय अंतर्वेशन और लाल और नीले रंग के ह्यू के औसत का उपयोग कर उन अनुपलब्ध घटकों को परिकलित करना है इस अभ्यास के यह दो भाग हैं जैसा कि मैंने बताया यह एक केंद्रीय पिक्सेल है पहले हम विचार करें कि केंद्रीय पिक्सेल के अनुपलब्ध घटक क्या हैं इस विशेष आरेख में मैंने केवल इसी प्रकार के पिक्सेल प्रदर्शित किए हैं जो वर्णक्रमीय नमूने पिक्सेल के अनुरूप स्थानों में उपलब्ध हैं जैसा कि हमने पहली पंक्ति को देखा है हमारे पास लाल पंक्ति और हरा स्तंभ है जिसका अर्थ है कि उस स्थान पर उपलब्ध पिक्सेल का मूल्य हरा है और फिर बारी बारी से या समय समय पर एक पंक्ति में एक अंतरापत्रित प्रकार से हरे लाल हरे लाल पिक्सेल के नमूने उपलब्ध हैं यदि मैं उन बेयर पैटर्न का अनुसरण करता हूं तो केंद्रीय पिक्सेल हम कह सकते हैं कि हमने जो चिन्हांकित किया है वह भी एक हरा स्तम्भ पिक्सेल है और यह लाल पंक्ति में भी है वैसे भी यदि स्तंभ प्रकार हरा है तो हम मानते हैं कि केवल एक हरा मूल्य उपलब्ध है उन मामलों में अनुपलब्ध घटक लाल और नीला होगा यह एक केंद्रीय पिक्सेल है और अनुपलब्ध घटक लाल और नीले हैं अब हमें लाल और नीले रंग के अनुपलब्ध घटकों को परिकलित करना होगा आप देख सकते हैं हमें द्विरैखिक अंतर्वेशन तकनीक को लागू करना होगा हम द्विरैखिक अंतर्वेशन का उपयोग करेंगे यहाँ मैं सरणी का हिस्सा दिखा रहा हूँ जहां पिक्सेल के नमूने हैं और जिसका उपयोग हमें परिकलन के लिए करना है और रंग के सहारे से मैं उन नमूनों को भी दिखा रहा हूं लाल को लाल से और नीले को नीले से अनुपलब्ध लाल नमूने के लिए आपको बस 45 और 48 का औसत लेना होगा और नीले रंग के लिए आपको 25 और 27 का औसत लेना होगा बस आपको द्विरैखिक लाल और नीले के अन्तेर्वेशन तकनीक के लिए यही करना होगा अब हम दूसरी तकनीक पर विचार करें जो लाल और नीले रंग के ह्यू के औसत लेकर करना है उन पैटर्न को यहाँ मैं फिर से एकबार दिखा रहा हूँ उन पिक्सेल मूल्यों को चिन्हांकित कर रहा हूँ जिनकी हमें संबंधित लाल और नीले के अंतर्वेशन के लिए जरूरत है लेकिन उन स्थानों पर हमें ह्यू का भी परिकलन करना होगा मतलब इस स्थान पर लाल ह्यू को परिकलित करना होगा जिसका मतलब है कि मुझे यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यहां अनुमानित हरे का मूल्य क्या है इसी तरह यहां अनुमानित हरे रंग का मूल्य क्या है ह्युस के परिकलन करने से पहले मुझे हरे का मूल्य पता होने की आवश्यकता है और अनुमानित हरे के लिए आप उसी द्विरैखिक अंतर्वेशन तकनीकी को उपयोग करेंगे पहले मैं इन हरे मूल्यों का अनुमान लगाऊंगा यह मेरा पहला कदम होगा और फिर मैं लाल और नीले रंग के ह्यूस औसत करूँगा अनुपलब्ध G मूल्यों की संगणना संबंधित B और R पिक्सल में B पिक्सेल्स के लिए इन मूल्यों को परिकलित किया है और नीचे के पड़ोसी के लिए भी ये मूल्य हैं मेरा मतलब है कि B पिक्सेल के लिए यह परिकलन किया है ऊपर का पड़ोसी 4425 है और 4625 है और यहाँ पर लाल के परिकलन के लिए संबंधित बायाँ पड़ोसी और दांया पड़ोसी से लिया गया है बस आपको यह दिखाने के लिए कि वे मूल्य क्या हैं आप यहाँ जान सकते हैं ये मूल्य यहाँ दिखाए गए हैं यह उन नियमों के अनुसार उन स्थानों में अनुमानित हरा है अब आप संबंधित ह्यूस का परिकलन कर सकते हैं आप ह्यूस के औसत का परिकलन कर सकते हैं और हरे रंग के मूल्य से गुणा कर सकते हैं यह अनुपलब्ध नीला है आप देख सकते हैं कि यह वह ह्यूस हैं जिनका हम परिकलन कर रहे थे यह 4425 भाग 25 है जो इस स्थान के अनुरूप है और यह 4625 भाग 27 है और फिर आपने उसे 2 से भाग कर औसत लिया है फिर आप उसे सम्बंधित हरे पिक्सेल मूल्य से गुणा करते हैं और अंत में उस स्थिति पर अनुपलब्ध नीले घटक को प्राप्त करते हैं यह मूल्य 25847 है उसी तरह आप इन दो पड़ोसियों पर विचार करके लाल के लिए सम्पादन करते हैं तो आपको 47 मूल्य मिलेगा इस तरह से आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं पुनार्निर्मिति के दो मुख्य समस्याएं हैं मैं कोरों के धुँधलेपन की बात कर चुका हूँ भले ही हम कमतर प्रवणता दिशा का उपयोग कर चुके हैं फिर भी किनारे धुँधली मिलती हैं मैंने ज़ूम करके अंतर्वेशित छवि को दिखाया है और आप देख सकते हैं कि उस तस्वीर में ताजमहल के गुंबद में जूम वाले हिस्से में कोर काफी धुँधले हैंऔर असत्य रंगों की उपस्थिति भी है विशेष रूप से यह गंभीर है जब आपके यहां पेंट्स का बहुत अधिक संक्रमण होता है बहुत उच्च आवृत्ति संक्रमण है और रंग सफेद है चूंकि रंग सफेद है सभी लाल हरे और नीले का सफ़ेद रंग के प्रतिनिधित्व के लिए सही सही अनुमान लगाना होगा उन अनुमानों में थोड़ा बदलाव या मामूली त्रुटि वहाँ विभिन्न प्रकार के रंगों की उपस्थिति का कारण होगी इसे असत्य रंगीन कलाकृतियाँ कहा जाता है और वे कलाकृतियाँ काफी प्रत्यक्ष हैं जब आपके पास इस तरह की छवियां होती हैं और यह विशेष छवि इन कलाकृतियों को दिखाने के लिए जानी जाती है और इस छवि का उपयोग भारी मात्रा में एल्गोरिदम के परीक्षण के लिए अंतर्वेशन की गुणवत्ता परिणामों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है यह दो विशेष चिंताएं हैं लेकिन बात यह है कि धुँधली छवि को हटाने के लिए एक अलग फ़िल्टरिंग तकनीक है और अलग अलग पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीक हैंजिस पर मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि उनके लिए थोड़ी अधिक जटिल संकल्पनाओं की चर्चा करने की आवश्यकता है जबकि झूठे रंग को हटाने के लिए मैं एक बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीक का वर्णन कर सकता हूं जो मध्य फ़िल्टरिंग का उपयोग करती है इस मामले में आप जो कर रहे हैं वह एक अलग रंग स्पेस में मध्य फ़िल्टरिंग है आप ज्योतिर्मयता तथा वर्णकी घटकों को अलग अलग कर रहे हैं आप अलग रंग स्पेस में भी अलग अलग कर सकते थे लेकिन मैंने U और V को लिया है जो सिर्फ YCbCr रूपांतरण के संशोधित पूरक नीले और पूरक लाल हैं यह रैखिक परिवर्तन है जहां आप हर घटक में मध्य फ़िल्टरिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप फिर से प्रक्षेप करते हैं और फिर से RGB में उसका रूपांतरण करते हैं दिलचस्प बात यह है कि जब आप फ़िल्टर कर रहे हैं कुछ सही पिक्सेल मूल्य भी संशोधित हो रहे हैं आपको इन स्थानों में उन सच्चे नमूनों को प्रक्षेपित करना चाहिए यह एक और चीज है जिसे आपको करना चाहिए और इस तरह से आपको छवि का आउटपुट मिलता है यदि आप यह संक्रिया करते हैं तो उनका प्रभाव मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ आप देख सकते हैं कि इस तकनीक LCEC का उपयोग करके यह मूल पुनर्निर्मित छवि थी जिस पर हमने चर्चा की है यदि मैं एक 3 × 3 माध्यिका का आच्छद लगाता हूं तब आप पता लगा सकते हैं कि यह कलाकृतियाँ कम हो रही हैं और 5 × 5 में भी कम हो रहीं लेकिन बड़ा आच्छद लगाने का कुछ नुकसान है यह कोर को भी धुँधला कर देगा इन दोनों के बीच एक दुविधा है यह एक उदाहरण है वास्तव में हम यह भी दिखा सकते हैं कि कैसे Uऔर V के अनुरूप स्थान में नॉइज़ कम हो जाती है यह आलेख प्रकाशस्तंभ छवि के पुनर्निर्माण जो मैंने आपको पहले दिखाया है और मूल अंतर्वेशन तकनीक LCEC का उपयोग करके U और V नमूनों के पुनर्निर्माण में प्राप्त त्रुटि के बीच है उन त्रुटियों को पिक्सेल स्थानों के विरुद्ध आलेखित किया है मैंने आपको सतही आलेख दिया है सतही आलेख का उपरी हिस्सा U घटक की त्रुटियों को दिखा रहा है और सतही आलेख का निचला हिस्सा V घटकों की त्रुटियों को जब हम मध्य फ़िल्टर लागू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस त्रुटि की मात्रा कम हो रही है यह U का आलेख है यह U घटक से मेल खाता है और यह V के लिए है आप देख सकते हैं कि यह काफी कम हो गया है यदि आप इस हिस्से को देख रहे हैं तो यह काफी कम हो गया है यहाँ तक कि यह हिस्सा भी काफी कम हो गया हैU घटक के लिए यह इतना प्रमुख नहीं है फिर भी यह कम है और PSNR मूल्य का एक उल्लेखनीय सुधार है जिसे मैं यहां उद्धृत नहीं कर रहा हूं लगभग 3 से 4 UV के सुधार प्रतिवेदित हैं इसके साथ ही मैं रंग मूल सिद्धांतों और रंग प्रसंस्करण में हमारे विषयों का समापन करूंगा केवल इस बात को संक्षेप में बताने के लिए कि इस विषय में हमने किन मुद्दों को शामिल किया है और इस विशेष विषय में हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की हैं वह यह है कि छवियों की तथा चलचित्रों की व्याख्या लिए रंग एक महत्वपूर्ण सूचना है इसे आप जानते हैं कि इसके प्रतिनिधित्व की समझ बहुत महत्वपूर्ण है और हमने देखा है कि कैसे रंग का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है उसे RGB स्पेस में कैसे कैप्चर किया जा सकता है लेकिन यह ह्यू और संतृप्ति जैसे रंग घटकों की प्रत्यक्ष व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है और इसी लिये ऐसे स्थान होते हैं जहां आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं विशेष रूप से CIE जो रंगों का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है उन्होंने वार्णिकता मानचित्र दिया हुआ है जो रंग प्रतिनिधित्व के त्रि उत्तेजना मॉडल के अनुसार 2 D स्पेस में रंगों का प्रतिनिधित्व करता है उन्होंने रंग प्रतिनिधित्व को मानकीकृत किया है और यह रंगों को पुन प्रस्तुत करने के लिए विस्तार त्रिकोण प्रदान करने में सक्षम है प्रसंस्करण के लिए उपयोगी कई अन्य रंग स्पेसेस हैं जिन पर हमने चर्चा की है पिछले उदाहरण में मैंने आपको YUV रंग स्पेस में प्रसंस्करण दिखाया है लेकिन कुछ अन्य स्पेसेस भी हैं जिन्हें हमने वार्णिकता मानचित्र का ही उपयोग करके बताया है कुछ प्रसंस्करणों के उदाहरण भी दिए हैं मतलब आप RGB से xyz में रूपान्तर कर सकते हैंxyz से सामान्यीकृत xy वार्णिकता स्पेस में और वहाँ पर ह्यूस और संतृप्ति में उन्हें संसाधित कर सकते हैं और अंत में अंतिम विषय में हमने कलर डेमोसाइकिंग पर चर्चा की है जब रंगीन फिल्टर्ड सरणी की मदद से छवियों को कैप्चर करना होगा तब इसकी आवश्यकता होगी और आज कल के दौर में ज्यादातर सभी डिजिटल कैमरों में इसका उपयोग होता ही है जो उस हद तक महंगे नहीं हैं वहाँ पर इस छवि के सिद्धांत का उपयोग किया गया है और उसमें अंतरवेशन प्रक्रम अंदर ही बनाया हुआ है अगर आप रंगीन फ़िल्टर के रूप में छवि ले रहे हैं तब संपूर्ण रंग की सूचना हेतु अंतर्वेशन की आवश्यकता होगी और उससे रंगों के प्रसंस्करण में आने वाली कुछ कठिनाइयों की चर्चा भी हम कर चुके हैं संतृप्ति अ संतृप्ति संक्रिया द्वारा रंग में वृद्धि करते समय आने वाली यह कुछ समस्याएं हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं फिर हमने रंग स्थिरता के परिकलन के बारे में भी चर्चा की है वहाँ पर दो चरण हैं एक तो प्रबुद्ध के रंग का अनुमान लगाना तथा अनुमानित रंगों द्वारा रंगों में सुधार लाना फिर रंगों के हस्तांतरण के अधिक सामान्य परिकलन की चर्चा की है जो कि एक स्रोत छवि से अलग लक्ष्य छवि से आता हुआ प्रकाश प्रतीत होता है और वह लक्ष्य प्रकाश है जिसे लक्ष्य छवि और स्रोत छवि के रंग को स्थानांतरित किया जाना है यह मान कर कि इसे लक्ष्य छवि के प्रकाश से प्रकाशित किया गया है रंग हस्तांतरण के बाद हमने आखिरी उदाहरण से हमने रंगों के अंतर्वेशन पर चर्चा की है ये इस रंग प्रसंस्करण और रंग मूल सिद्धांतों के चार विशिष्ट रंग प्रसंस्करण हैं हम अपने अगले व्याख्यान में रेंज छवि के विश्लेषण के अगले विषय पर जाएंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद